जब कोई स्टोरेज के बारे में सोचता है तो सबसे पहले बैटरी का ही विचार दिमाग में आता है बेशक बैटरियाँ सर्वाधिक प्रचलित और सब जगह पाई जाने वाली सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में और एनर्जी सिस्टम्स में जहां भी एनर्जी स्टोरेज की आवश्यकता होती है उपयोग की जाने वाली होती हैं किंतु बड़े एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में लोगों ने स्टोरेज के अन्य तरीके भी इस्तेमाल किए हैं यह जानना उचित होगा कि बैटरी के अलावा वे कौन से अन्य तरीके अथवा सिस्टम हैं जो एनर्जी बफर के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं सामान्यतः एक पीवी सिस्टम में इस तरह एक पीवी पैनल होता है जो कि एक लोड से जुड़ा होता है एनर्जी पीवी पैनल से लोड की ओर प्रवाहित होती है हालांकि हम जानते हैं कि परिवर्तनशील इंसोलेशन के कारण पीवी पैनल का एनर्जी आउटपुट दिन भर स्थिर नहीं रहता यह बदलता रहता है और इसलिए जो एनर्जी लोड पर प्राप्त होती है वह भी अस्थिर होती है और इसलिए हमें एक बफरिंग मेकैनिज्म की जरूरत होती है जब इंसोलेशन अधिक होता है तब अतिरिक्त एनर्जी किसी बफर में स्टोर की जा सकती है तथा जब इंसोलेशन कम होता है बफर में स्टोर की गई एनर्जी पीवी पैनल के लिए अनुपूरक का कार्य करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि लोड को एक निश्चित मात्रा में एनर्जी प्राप्त हो इसलिए इस जगह पर हम एक एनर्जी बफर लगाते हैं यह वह जगह है जहां से यह एनर्जी बफर पीवी पैनल के अनुपूरक के रूप में काम कर सकता है इस एनर्जी बफर का एक इंटरफ़ेस ब्लॉक यहां होगा और यह इंटरफेस ब्लॉक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस को जोड़ेगा हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस को एनर्जी बफर तथा इस इंटरफ़ेस ब्लॉक को पावर इंटरफ़ेस कहेंगे प्रायः इस पावर इंटरफ़ेस को बायडायरेक्शनल होना होता है जिससे कि पावर तथा एनर्जी दोनों ओर प्रवाहित हो सकें अर्थात यह एनर्जी बफर को चार्ज कर सके इसलिए जब भी उच्च इंसोलेशन तथा कम लोड की स्थिति में पीवी पैनल से अतिरिक्त एनर्जी उपलब्ध होती है तो वह अतिरिक्त एनर्जी पावर इंटरफेस से गुजरकर बफर में पहुंचती है यह चार्जिंग मोड कहलाता है तथा डिसचार्जिंग मोड में अर्थात जब इन्सोलेशन कम होता है लोड को प्रदान करने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं होती है तब आवश्यक अतिरिक्त एनर्जी बफर से मिलनी चाहिए अर्थात बफर को डिस्चार्ज होकर लोड को एनर्जी प्रदान करनी चाहिए यह अतिरिक्त एनर्जी पीवी पैनल से प्राप्त एनर्जी की अनुपूरक होती है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि लोड को उसके लिए निर्धारित पावर तथा एनर्जी प्राप्त हो बैटरी का उपयोग करने पर एनर्जी बफर एक बैटरी होती है यहां यह डीसी है तथा बैटरी भी डीसी है अतः यह इंटरफ़ेस एक डीसी डीसी कन्वर्टर एक बायडायरेक्शनल डीसी डीसी कनवर्टर होगा अतः यहां एक बैटरी होगी यह फ्यूल सेल भी हो सकता है वास्तव में एनर्जी केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है इस प्रकार यहां उपलब्ध इलेक्ट्रिकल एनर्जी वास्तव में बैटरी में केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है और जब आप एनर्जी को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं जब आप बैटरी को डिस्चार्ज करना चाहते हैं बैटरी में केमिकल फॉर्म में स्टोर की हुई एनर्जी पुनः इलेक्ट्रिकल फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है तथा लोड को इलेक्ट्रिकल रूप में प्राप्त होती है इस प्रकार यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज मेकैनिज्म है जिससे कि हम परिचित हैं जिसे हम पहले देख चुके हैं आइए अब कुछ अन्य मेकैनिज्म देखें जो इसी तरह की टोपोलॉजी पर आधारित हैं एक अन्य एनर्जी स्टोरेज मेकैनिज्म पंप हाइड्रो कहलाता है इसमें पानी को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाकर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर किया जाता है अब हम इस सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न भागों को देखेंगे और फिर हम इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मोड को समझेंगे यह एक मोटर है यहां इलेक्ट्रिक पावर मोटर को संचालित करेगी और इस तरह इलेक्ट्रिक पावर मैकेनिकल पावर में परिवर्तित होगी यह मोटर एक पंप से जुड़ी हुई है यह एक पेल्टोन व्हील बेस्ड पंप है हांलाकि अनुप्रयोग के आधार पर यह एक सेंट्रीफुगल पंप अथवा रेसिप्रोकेटिंग कंपाउंड भी हो सकता है यह पंप एक भूमिगत टंकी से पानी ऊपर उठाएगा इस तरह यह पानी पंप से होते हुए ऊंचाई पर बनी एक टंकी की ओर प्रवाहित होगा इस प्रकार यह पंप भूमिगत पानी की टंकी से पानी को उठाकर ऊंचाई पर बनी एक टंकी में स्थापित कर देता है पानी की टंकी के स्थान पर यह पानी एक कुएं से भी लिया जाकर ऊंचाई पर स्थित एक रिजर्वॉयर में भरा जा सकता है इस प्रकार हम पानी को उठाकर एक ऊंचाई पर ले जा रहे हैं ताकि पानी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर ले मैं इस बेस लेवल को जहां से पानी को उठाया जाना है चिह्नित कर देता हूं और इसे एक वेरिएबल H से निरूपित करता हूं तब यदि पानी की कुछ मात्रा सक्शन पाइप से तथा डिलीवरी पाइप के माध्यम से ओवरहेड टैंक में जा रही है तब इस पानी को दी गई एनर्जी जोकि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी mgh होगी यह पानी जोकि ऊपर उठाया जाता है तथा जो mgh एनर्जी के रूप में स्टोर होता है इस पंप से आ रहा है जिसे कि इस मोटर के द्वारा संचालित किया जा रहा है और इस मोटर को इस डीसी बस के द्वारा जिसे कि पीवी पैनल से एनर्जी प्राप्त हो रही है चलाया जा रहा है इस प्रकार पीवी पैनल से प्राप्त अतिरिक्त एनर्जी जो मोटर को तथा उसके द्वारा पंप को संचालित कर रही है जिसके माध्यम से पानी को उठाया जा रहा है पानी को एक पोटेंशियल एनर्जी प्रदान करती है तथा उसे mgh के रूप में स्टोर करती है इसे चार्जिंग मोड कहते हैं अब हम दूसरे मोड को भी देख लेते हैं जब लोड को पावर की आवश्यकता होती है तब हमें इस मकैनिज्म के माध्यम से एनर्जी को लोड में डिस्चार्ज करने की जरूरत होती है उस समय हमें यहां स्टोर की गई mgh एनर्जी को डिस्चार्ज करने की जरूरत होती है इसके लिए हमें इस तरह एक पेनस्टॉक की जरूरत होती है जहां इस वॉल्व को खोला जा सके लोड की आवश्यकता के आधार पर इस वॉल्व को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है जब पीवी पैनल के द्वारा लोड को प्रदान की गई पावर कम होती है तब लोड को यहां से अतिरिक्त पावर लेनी होगी उस स्थिति में यह वाल्व स्वतः संचालित होता है तथा पेनस्टॉक से होते हुए पानी एक जेट के रूप में इन पेल्टोन व्हील्स पर गिरता है और अब यह एक टरबाइन के रूप में कार्य करता है यह टरबाइन शाफ़्ट को घुमाता है इस प्रकार यह मशीन जो एक मोटर के रूप में कार्य कर रही थी अब एक जनरेटर के रूप में कार्य करती है तथा इस बस के माध्यम से एनर्जी को लोड को प्रदान करती है तो इस प्रकार से आप यहां स्टोर की गई एनर्जी को लोड में डिस्चार्ज कर सकते हैं इसे डिस्चार्जिंग मोड कहते हैं इस प्रकार यह पंप डिस्चार्जिंग मोड में एक वाटर टरबाइन की तरह कार्य करेगा डिस्चार्जिंग मोड में यह एक वाटर टरबाइन की तरह कार्य करेगा तथा मोटर अब एक जनरेटर की तरह कार्य करेगी यह एक डीसी जनरेटर है इस प्रकार यह जेनेरेट करेगी तथा एनर्जी को डीसी बस को देगी चार्जिंग मोड में कुछ लॉस मोटर में होंगे तथा कुछ लॉस पंप एवं सक्शन में भी होंगे इसलिए वास्तविक एफिशिएंसी लगभग 85 होगी इसी प्रकार डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में भी कुछ लॉस होंगे कुछ टरबाइन में तथा कुछ जनरेटर में जबकि एनर्जी को डीसी बस को प्रदान किया जाता है यहां भी 85 एक वास्तविक एफिशिएंसी होगी अतः एनर्जी बफर सिस्टम की चार्ज एवं डिस्चार्ज प्रक्रियाओं की कुल एफिशिएंसी 0852 होगी जो कि लगभग 072 अर्थात 72 होगी इस प्रकार आपने देखा कि बैटरी बफर के लिए बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम की एफिशिएंसी लगभग 70 होती है तथा यहां भी अर्थात एक पंप हाइड्रो के लिए भी यह लगभग 70 होती है एनर्जी बफरिंग का एक अन्य तरीका कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज मेकैनिज्म है इसमें पीवी पैनल से प्राप्त अतिरिक्त एनर्जी कंप्रेस्ड एयर में बढ़े हुए प्रेशर के रूप में स्टोर होती है यहां भी हम एक मोटर का उपयोग करेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शाफ्ट पर मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है तथा यह शाफ्ट एक एयर कंप्रेसर से जुड़ा होता है एयर कंप्रेसर एंबिएंट एयर को एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करके एक नॉन रिटर्न वाल्व के जरिए एक कंटेनर में इकट्ठा करता है इसके लिए यह कंप्रेस्ड एयर को इस कंटेनर में धकेलता रहता है और इस तरह से कंटेनर में एक स्थिर वॉल्यूम पर प्रेशर बढ़ता रहता है और यह प्रेशर P गुणित Q के रूप में स्टोर होता है जहां P प्रेशर तथा Q डिस्चार्ज वॉल्यूम है इस प्रकार आप पीवी पैनल से अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर उसे एक मोटर के द्वारा मेकेनिकल और फिर मेकेनिकल से हाइड्रोलिक प्रेशर में परिवर्तित करके और फिर उसे इस कंटेनर में इकट्ठा करके इस कंप्रेसर को चार्ज कर सकते हैं यह चार्जिंग प्रोसेस अथवा एनर्जी स्टोरेज प्रोसेस कहलाती है इस तरह एनर्जी प्रेशर तथा डिस्चार्ज वॉल्यूम Q के आधार पर स्टोर होती है इंस्टैन्टेनियस पावर को डिस्चार्ज रेट के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है पावर को PdQdt से व्यक्त किया जाता है dQdt को सामान्यतः Q के ऊपर एक डॉट लगा कर दर्शाया जाता है ध्यान दें कि चार्जिंग मोड में यह डिवाइस एक मोटर के जैसे कार्य करती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है यह डिवाइस एक एयर कंप्रेसर के समान कार्य करती है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में परिवर्तित कर देती है तथा एनर्जी को बढ़े हुए एयर प्रेशर के रूप में स्टोर करती है स्टोर की गई एनर्जी को लोड में डिस्चार्ज करने के लिए हमें एक आउटलेट की इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित एक वाल्व की यहां आवश्यकता होती है यहां से बाहर निकलने वाली एयर की डिस्चार्ज रेट एक नोजल के द्वारा नियंत्रित की जाती है एक एयर टरबाइन के द्वारा कंप्रेस्ड एयर की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तथा इस मशीन के द्वारा जोकि अब एक जनरेटर के समान कार्य कर रही है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है तो यह डिस्चार्ज मोड होगा इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित वाल्व के जरिए कंप्रेस्ड एयर एयर टरबाइन को संचालित करती है तथा एयर टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है तत्पश्चात एक जनरेटर के द्वारा यह मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है यहां भी चार्जिंग के दौरान एनर्जी को हाइड्रोलिक रूप में स्टोर करने के दौरान एनर्जी का लॉस होता है कुछ लॉस मोटर में तथा कंप्रेसर में भी होता है इन लॉसेस के कारण प्राप्त एफिशिएंसी लगभग 85 होती है इसी तरह डिस्चार्जिंग के दौरान भी लगभग 85 एफिशिएंसी प्राप्त होती है क्योंकि इस प्रक्रिया में भी एयर टरबाइन तथा जनरेटर में हाइड्रोलिक प्रेशर को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रूपांतरित करने के दौरान लॉसेस होते हैं इसलिए एक बार पुनः कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज मेकैनिज्म की कुल एफिशिएंसी भी लगभग 70 होती है एक अन्य स्टोरेज मेकैनिज्म फ्लाईव्हील स्टोरेज मेकैनिज्म कहलाता है यह एनर्जी को स्टोर अथवा बफर करने के लिए एक प्रमुख मेकैनिज्म बनता जा रहा है इसका सिद्धांत बहुत सरल है यह फोटोवोल्टेइक पैनल से प्राप्त अतिरिक्त एनर्जी को एक फ्लाईव्हील जो कि एक निश्चित गति से घूमता है की काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर करता है हम इस तरह से एक मोटर का प्रयोग करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है तथा इस इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट से एक विशिष्ट इनर्शिआ का एक फ्लाईव्हील जोड़ देते हैं तो चार्जिंग के दौरान पीवी पैनल से एनर्जी मोटर के द्वारा मैकेनिकल शाफ्ट को प्राप्त होती है तथा फ्लाईव्हील के बढ़े हुए रोटेशन के आधार पर स्टोर हो जाती है फ्लाईव्हील की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और आप देखते हैं के यह बढ़ी हुई रोटेशनल एंगुलर स्पीड के द्वारा चार्ज हो जाती है डिस्चार्जिंग के दौरान फ्लाईव्हील में स्टोर की गई इनर्शियल एनर्जी इस मशीन को प्रदान कर दी जाती है जोकि अब एक जनरेटर के समान कार्य कर रही है तथा वहां से लोड को दे दी जाती है यदि फ्लाईव्हील का इनर्शिआ J तथा रोटेशनल स्पीड ω रेडियंस पर सेकंड हो तो फ्लाईव्हील में संचित एनर्जी ½Jω2 के द्वारा व्यक्त की जाती है इसलिए यदि मोटर शाफ्ट की स्पीड बढ़ती है तो फ्लाईव्हील की स्पीड भी बढ़ेगी इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंशियल ω2 के द्वारा बढ़ जाएगी इस प्रकार फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर होती है जब आप इस ½Jω2 एनर्जी को लोड में डिस्चार्ज करना चाहते हैं तब फ्लाईव्हील की स्पीड घटेगी तथा वह एनर्जी मोटर को दे दी जाएगी जो इसे लोड को प्रदान कर देगी तो फ्लाईव्हील स्टोरेज मेकैनिज्म इस प्रकार कार्य करता है यहां भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं इस मैकेनिज्म की एफिशिएंसी लगभग 80 होती है इस सिस्टम की कुल एफिशिएंसी इतनी इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक ही भाग जो कि मोटर है होता है और मोटर के शाफ्ट से फ्लाईव्हील सीधे जुड़ा होता है यही कारण है कि इस सिस्टम की वास्तविक एफिशिएंसी 80 के आसपास तक हो सकती है